बेसिक एंटीना पैरामीटर्स पर इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हमने विकिरण पैटर्न देखा है मैं आपको फिर बताता हूं कि फार फील्ड में विकिरण पैटर्न केवल विकिरण पैटर्न स्थिर होता है इसलिए हमेशा विकिरण पैटर्न केवल फार फील्ड में ही लिया जाना चाहिए तो आप वास्तव में माप सकते हैं यदि आप फार फील्ड दूरी पर एक शक्ति की जांच करते हैं कोई सुविधाजनक दूरी लेते हैं और वे कोणीय रूप से या तो अज़ीमुथ या एलिवेशन पर होते हैं और शक्ति को प्लॉट करते हैं तो आप पावर प्लॉट देखते हैं वो उस प्लेन में 2D शक्ति प्लेन पैटर्न होगा उस कोण को बदलें जिसका अर्थ है यदि आपने पहले ही एलिवेशन में परिवर्तन ले लिया है तो अज़ीमुथ में परिवर्तन को परिभाषा के अनुसार रखें चाहे वह ई प्लेन हो एच प्लेन या फ़ाइ प्लेन थीटा प्लेन उसमें से कोई भी हो अब हमेशा आप देखेंगे कि अगर मेरे पास एक पैटर्न है तो हम आम तौर पर इसे एक पोलर पैटर्न में करते हैं और विकिरण की तीव्रता यह स्पष्ट है कि यहां विकिरण हो रहा है अधिकतम यहां हो रहा है यह धीरे धीरे कम हो रहा है आदि लेकिन फिर से आप यहां देख रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से बहुत गैर विकिरण क्षेत्र है इसका मतलब है कि इस कोण में कोई विकिरण नहीं है फिर से विकिरण बाहर निकल रहा है फिर से यहाँ विकिरण नहीं हैं तो विकिरण पैटर्न आम तौर पर विभिन्न लोब्स में टूट जाता है इसलिए हम विकिरण लोब को अपेक्षाकृत कमजोर विकिरण तीव्रता के क्षेत्र से बंधे विकिरण पैटर्न के हिस्से के रूप में परिभाषित करते हैं विकिरण लोब के बीच कमजोर विकिरण तीव्रता के क्षेत्र हैं अब इसमें से एक प्रमुख लोब है विकिरण लोब के बीच एक प्रमुख लोब है एक प्रमुख लोब क्या है प्रमुख लोब विकिरण लोब है जिसमें अधिकतम विकिरण दिशा होती है इस मामले में आप देखते हैं कि यह अधिकतम विकिरण दिशा है तो यह एक प्रमुख लोब है दूसरों में अधिकतम विकिरण की दिशा नहीं होती है तो आमतौर पर केवल एक प्रमुख लोब है अब लघु लोब क्या है प्रमुख लोब को छोड़कर सभी लोब लघु लोब कहा जाता है तो कोई भी लोब जो विकिरण की अधिकतम दिशा से युक्त नहीं है उसे लघु लोब कहा जाता है अब साइड लोब हैं इसमें से कुछ साइड लोब हैं जैसे यह एक साइड लोब है एक साइड लोब क्या है आम तौर पर एक अज्ञात दिशा में लोब मैं चाहता हूं कि मेरा एंटीना केवल इन ज़ोन में ही विकीर्ण करना चाहिए लेकिन जाहिर है यह यहां भी विकीर्ण हो रहा है इसलिए इसमें से जो भी हस्तक्षेप होगा वह इसीलिए प्राप्त होगा तो यह एक अवांछित है इसलिए जहां मैं अपना विकिरण नहीं डालना चाहता हूं उन्हें साइड लोब कहा जाता है तो यह एक साइड लोब है यह एक साइड लोब हो सकता है नहीं भी हो सकता है यदि आप यहाँ रखना चाहते हैं क्योंकि आजकल वे अनुप्रयोग आ रहे हैं जो इस दिशा में कुछ विकिरण चाहते हैं मैं उस दिशा को भी कवर करना चाहता हूं तो उस मामले में यह एक साइड लोब नहीं होगा लेकिन अगर यह एक अवांछित दिशा है तो यह एक साइड लोब है जैसा कि यहाँ है तो मैं लिखूंगा साइड लोब वह है जो अवांछित विकिरण है इसी तरह एक और शब्द है जिसे बैक लोब कहा जाता है अब यहां मुझे यह कहना चाहिए कि साइड लोब में आमतौर पर हम साइड लोब कहते हैं लोब जो अवांछित होते हैं और मुख्य लोब के गोलार्ध में भी होते हैं इसलिए ये एक लेकिन मान लीजिए कि इसे आम तौर पर नहीं कहा जाता है इसे साइड लोब नहीं कहा जाता है इसे बैक लोब कहा जाता है बैक लॉब्स वो लॉब होते हैं जो कि मुख्य लॉब के विपरीत गोलार्ध में होते हैं विपरीत गोलार्ध में होते हैं मुख्य लोब के विपरीत गोलार्ध में होते हैं जिसे बैक लोब कहा जाता है इसलिए विकिरण पैटर्न से हम एक दृश्य अनुमानित करते हैं कि विकिरण किस दिशा में विकिरण कर रहा है लेकिन हम कुछ मात्रात्मक माप चाहते हैं तो अगर यह एक किरण है और आप देखते हैं कि यदि यह एक मुख्य लोब है तो यह अधिकतम विकिरण की दिशा है विकिरण धीरे धीरे कम हो रहा है और यहां यह शून्य पर आ रहा है अब किरण की चौड़ाई क्या है क्योंकि यह एक परिमाण है तो हम क्या करते हैं हम पता करते है कि यहाँ अधिकतम शक्ति क्या है माना Pmax है और पता करें यदि यह इस तरह एक सममित है तो Pmax भाग 2 क्या है और बिंदु जहाँ Pmax आया है शक्ति आधी है और इस दो दिशाओं के बीच कोणीय दूरी का पता लगाएं तो इन्हें बीम विड्थ कहा जाता है यह कोण theta b इसलिए theta b आमतौर पर आप देखते हैं कि शक्ति आधी है जो वास्तव में 3 dB है तो आम तौर पर हम कहते हैं कि 3 dB बीम विड्थ यह होगी पैटर्न से हम यह पता लगा सकते हैं कि यह 3 dB बीम विड्थ है यदि शक्ति के बजाय हम क्षेत्रों को प्लॉट कर सकते हैं इसलिए यदि मैं एक क्षेत्र को प्लॉट करता हूं और इसे इस तरह से एक मुख्य लोब मिला है तो उस स्थिति में यह अधिकतम क्षेत्र है और फिर हम दो बिंदुओं का पता लगाते हैं एक Emax भाग 2 का मूल है आप यह जानते हैं कि क्षेत्रों के लिए हमारे पास यह 2 का मूल है इसलिए यह कोण 3 dB बीम विड्थ है इसलिए या तो फील्ड पैटर्न से या पावर पैटर्न से आप 3 dB बीम विड्थ निर्धारित कर सकते हैं इसलिए हम वापस जा सकते हैं और यदि हम धारा तत्व के E प्लेन पैटर्न को देखते हैं जो हमने पहले ही देख लिया है जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि धारा तत्व का अर्थ है कि यह थीटा प्लेन में कैसे परिवर्तित होता है तो हम पहले ही देख चुके हैं कि यह sin square theta पैटर्न था तो यह अधिकतम है हालांकि मेरी ड्राइंग शायद ऐसा नहीं दिखा सकती है और यहां यह अधिकतम है जो यहां Sav था हम प्लॉट कर रहे हैं विकिरण तीव्रता वेक्टर तो यहाँ मैं बताता हूँ कि Sav by 2 क्या है यहाँ भी तो हम जानते हैं कि यह एक sin square theta में परिवर्तन है तो किस कोण पर sin square theta इस मान का आधा होगा इसका मतलब है sin square theta आधा का मतलब है sin theta 1 भाग 2 का मूल से तो यह 45 डिग्री है यह भी 45 डिग्री होगा तो मैं कह सकता हूं कि धारा तत्व के लिए theta 3 dB 90 डिग्री होगा तो E प्लेन में बीम की चौड़ाई 90 डिग्री है और धारा तत्व के H प्लेन में बैंडविड्थ क्या होगा एच प्लेन का मतलब है यह एक धारा तत्व का एच प्लेन पैटर्न था तो वास्तव में कोई अधिकतम नहीं है या सभी बिंदु अधिकतम हैं इसलिए यहाँ कोई बीम विड्थ परिभाषित नहीं की जा सकती है इसलिए यदि आपके पास कुछ परिवर्तन है तो ही आप बीम विड्थ को परिभाषित कर सकते हैं इसलिए यह विकिरण पैटर्न है जो हमने कहा है तो यहाँ से अगली अवधारणा अगले हम एक और पैरामीटर देखेंगे एंटीना का बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर जिसे डायरेक्टिविटी कहा जाता है आप सभी ने यह सुना होगा यह वास्तव में विकिरण पैटर्न से है जो हमें दृष्टिगत रूप से मिलता है लेकिन अगर हम उसे प्रत्येक दिशा में मापना चाहते हैं प्रत्येक दिशा में कितनी शक्ति प्रवाहित हो रही है बीम विड्थ हमें इस जोन में एक विचार देती है यहाँ अच्छी मात्रा में विकिरण हैं लेकिन अगर प्रत्येक दिशा में यह पता लगाना है कि कितनी शक्ति जा रही है इसका मतलब है न केवल मुख्य लोब में बल्कि साइड लोब में हर जगह शक्ति का कोणीय वितरण है तो हम इस अवधारणा डायरेक्टिविटी से प्राप्त कर सकें वास्तव में यह ऐन्टेना की प्रत्यक्ष प्रकृति का लक्षण वर्णन है जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं एंटीना के दो उद्देश्य हैं एक यह है कि मुक्त स्थान के साथ मेल खाता पावर ट्रांसफर प्रतिबाधा है दूसरा है विकिरण का निर्देशन जो को एक विशेष दिशा में केंद्रित करता है तो उस ध्यान देने योग्य भाग को इस पैरामीटर डायरेक्टिविटी द्वारा मापा जाता है तो वास्तव में तीव्रता में परिवर्तन अंतरिक्ष में दिशा के साथ तीव्रता की परिवर्तन डायरेक्टिविटी द्वारा वर्णित है इसलिए जाहिर है यह डायरेक्टिविटी D यह कोणीय निर्देशांक के शब्दों में होना चाहिए इसका मतलब है theta और phi तो डायरेक्टिविटी एक फंक्शन है यह theta और phi के शब्दों में है अब इससे पहले कि आप स्पष्ट रूप से विकिरण के किसी भी स्रोत को जानते हैं इसका मतलब है एक धारा वितरण जो विकीर्ण कर रहा है तो यह कैसे अलग अलग कोणीय क्षेत्रों में विकिरण कर रहा है इसलिए मुझे उस शक्ति को खोजना होगा जो यह एक विशेष कोणीय दिशा में दे रही है अब पहले से ही हमने E और H क्षेत्रों को देखा है जो कि दूर क्षेत्र में विकिरण क्षेत्र E और H क्षेत्र और हमने पॉइंटिंग वेक्टर पाया है और इससे शक्ति घनत्व उस क्षेत्र में हो रहा है जो उस शक्ति प्रवाह के लंबवत है शक्ति का रेडियल प्रवाह तो यह एक प्लानर क्षेत्र पर है शक्ति घनत्व परिभाषित किया गया है लेकिन अब हम यह पता लगाना चाहते हैं कि इसका कोणीय वितरण क्या है इसलिए हमें केवल एक और मात्रा को परिभाषित करने की आवश्यकता है उस मात्रा कहा जाता है वह एक नई मात्रा है जिसे विकिरण तीव्रता कहा जाता है विकिरण की तीव्रता वास्तव में तीव्रता का नाम से ज्यादा कुछ पता नहीं लग रहा है यह कोणों के शब्दों में है तो यू theta और phi इसका मतलब है कि यह theta phi दिशा में विकीर्ण होने वाली शक्ति है तो अगर आप मुझे बताएं कि 10 डिग्री theta और 35 डिग्री phi में कौन सी शक्ति है तो यह फ़ंक्शन मान मैं दे सकता हूं तो हमें यह समझना होगा और यहां आप समझेंगे कि वास्तव में एंटीना एक 3 डी संरचना है तो यह कोण जो बन रहा है वह एक ठोस कोण है इसलिए हमें ठोस कोण और हमारे प्लेनर विज़ुअलाइज़ेशन चीज़ के बीच एक संबंध बनाने की आवश्यकता है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यह समझने के लिए ठोस कोण की अवधारणा पर फिर से विचार करें जो मैं यहां दिखाऊंगा एक ठोस कोण की अवधारणा क्या है मुझे लगता है कि आपको याद है कि एक प्लैनर कोण क्या है जो एक रेडियन है तो एक रेडियन क्या है एक कोण जो एक चाप द्वारा एक वृत्त के केंद्र के सामने है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है इसी तरह ठोस कोण की इकाई है इसलिए इस क्षेत्र में ठोस कोण इस क्षेत्र में है तो यह क्षेत्र एक कोण ठोस कोण omega के सामने है तो इसकी इकाई स्टेरेडियन हैं आप जानते हैं स्टेरेडियन की परिभाषा क्या है तो अगर यह त्रिज्या r की एक गोलाकार सतह है तो सतह पर एक क्षेत्रफल r square जो केंद्र पर कोण खींचता है उसे एक स्टेरेडियन कहा जाता है यही परिभाषा है तो इसका मतलब है एक सतह जिसका क्षेत्रफल r वर्ग है एक स्टेरेडियन ठोस कोण को बनाता है तो पूरी गोलाकार सतह पूरी बंद सतह जो कि कितने क्षेत्र को खिंचेगी सरल एकात्मक विधि आपको दिखाएगी कि 4 pi कुल ठोस कोण है जिसे एक बंद सतह द्वारा खिंचा जाता है एक बंद गोला केंद्र पर 4 pi स्टेरेडियन खींचेगा इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि अब मेरे पास एक गोलाकार सतह है उस पर मेरे पास एक क्षेत्र dA एक तात्त्विक क्षेत्र dA है तो यह माना इसे में केंद्र कहता हूँ तो यह केंद्र में कितना ठोस कोण रखता है वह d omega है तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है उसके लिए मैं आपको याद दिलाऊंगा कि गोलाकार निर्देशांक में dA का क्या मूल्य है यह r वर्ग sin theta d theta d phi है इसलिए मैं लिख सकता हूं कि एक dA क्षेत्रफल d omega के कोण को बनाता है या मैं शुरू कर सकता हूं कि एक r square क्षेत्रफल एक स्टेरियन के कोण को बनाता है तो dA क्षेत्र कितना कोण बनाएगा यह dA भाग r वर्ग होगा और वह कुछ नहीं वह d omega है तो यहाँ से d omega का मूल्य क्या है यह बस sin theta d theta d phi है तो d omega इस में भी एक क्षेत्र dA है तात्त्विक क्षेत्र dA केंद्र में एक तात्त्विक ठोस कोण d omega बनाएगा और उनका संबंध d omega से है यह dA भाग r square के बराबर भी है आइए हम किसी भी सामान्य एंटीना की डिरेक्टिविटी की अवधारणा पर आते हैं तो डिरेक्टिविटी को इस रूप में परिभाषित किया गया है इससे पहले मुझे पहले आवश्यक है तो यह डिरेक्टिविटी क्या है तो मैं चाहता हूं कि theta phi दिशा में विकिरण की तीव्रता क्या है इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर कोणीय प्रकृति के बजाय अगर विकिरण को विभाजित किया जाता है तो मेरे पास एक एंटीना था जो कि काल्पनिक एंटीना था क्योंकि कोई भी एंटीना ऐसा नहीं कर सकता है एक काल्पनिक एंटीना जो सभी दिशाओं में समान रूप से विकीर्ण कर सकता है फिर मैं कह सकता हूँ की यह सभी दिशाओं में समान रूप से विकीर्ण कर रहा है मैं इसकी विकिरण तीव्रता को प्राप्त कर रहा हूं तो विकिरण की तीव्रता प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रसारित ऊर्जा है और पहले से ही हम जानते हैं कि Pr एंटीना द्वारा विकिरणित कुल शक्ति है अब U theta phi जिसे मैं तुरंत कॉल कर सकता हूं यह मूल रूप से प्रत्येक ठोस कोण पर है जो d Pr by d omega है जो कि विकिरण की तीव्रता है अब हम इसकी फार्मूला को नहीं जानते हैं लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि हम इसे dPr के रूप में लिख सकते हैं हमने पहले ही क्षेत्र dA के संदर्भ में d omega का यह मान पाया है जो r वर्ग by dA है तो यह कुछ भी नहीं यह r square dPr by dA है तो सम्बन्ध क्या है यह विकिरण की तीव्रता है यह r square into dPr by dA है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सतह क्षेत्र के अनुसार यह कैसे परिवर्तित होता है और यह वास्तव में ठोस कोण के साथ परिवर्तन है तो यह ठोस कोण परिवर्तन है और यह सतह क्षेत्र पर है शक्ति में कैसे परिवर्तन हो रहा है और हम अब कह सकते हैं कि हमारा dPr by d omega क्या है अब हम इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे तो हम जानते हैं कि dPr by dA क्या है कुछ भी नहीं है शक्ति की तीव्रता है प्रति यूनिट क्षेत्र की शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है तो यह हमारे Saverage वेक्टर के समान है तो पहले से ही हमने Saverage वेक्टर पाया है Saverage वेक्टर क्या था स्पष्टता के लिए मैं r square लिख रहा हूं फिर यह आधा वास्तविक रेडियल दिशा में पॉइंटिंग वेक्टर के अलावा कुछ भी नहीं था अब आप देखते हैं कि हम क्या करेंगे हम डिरेक्टिविटी को परिभाषित करेंगे डिरेक्टिविटी क्या है डिरेक्टिविटी फ़ंक्शन मूल रूप से यह U theta phi इसका मतलब है कि एक औसत एंटीना या ओमनी डिरेक्शनल एंटीना की theta phi दिशा में विकिरण की तीव्रता भाग विकिरण तीव्रता जो सभी दिशा में समान रूप से विकिरण करती है अब कोई भी एंटीना जो समान रूप से विकिरण करता है इसका अर्थ 4 pi कोण के ठोस कोण में यह कितनी शक्ति विकीर्ण करता है यह बस Pr by 4 pi है क्योंकि कुल ठोस कोण 4 pi है इसलिए अगर कुछ भी समान रूप से यहां विकिरण करता है तो यह यही होगा इसलिए पहले से ही हमने देखा है कि U theta phi r square Saverage है तो यह Pr द्वारा विभाजित है और यह 4 pi यहाँ जाता है तो यह फार्मूला है तो 4 pr r square Saverage जाहिर है इस Saverage का परिमाण लेना होगा क्योंकि Saverage एक सदिश राशि है तो Saverage वेक्टर के लिए लेकिन हम शक्ति अनुपात ले रहे हैं शक्ति एक अदिश राशि है इसलिए हमें परिमाण लेने की जरूरत है तो डिरेक्टिविटी ये है इसलिए अलग अलग दिशाओं में मैं यह गणना कर सकता हूं कि शक्ति घनत्व क्या है यह हमारी शक्ति घनत्व S औसत है और कुछ भी नहीं है यदि आपको याद है कि हम इसे समय औसत शक्ति घनत्व कहते थे तो ये एक विचार देते हैं कि इस ठोस कोण पर एक ओमनी एंटीना की तुलना में मेरा एंटीना कितना बेहतर है यदि यह ओमनी था यदि मेरा एंटीना का डायरेक्टिव प्रदर्शन ओमनी के समान है तो यह d theta उस विशेष कोण में 1 होगा यदि यह 1 से अधिक है केवल तभी मैं यह कह सकूंगा कि मेरे पास बेहतर निर्देशित एंटीना है तो यह किसी भी एंटीना के लिए सामान्य है इसलिए किसी भी एंटीना के लिए हम यह पा सकते हैं लेकिन धारा तत्व के लिए हमें यह पता लगाना चाहिए पहले से ही क्योंकि धारा तत्व के लिए यह दो चीजें हम जानते हैं हम पहले से ही कुल शक्ति की गणना कर चुके हैं हम पहले से ही शक्ति घनत्व वेक्टर का पता लगा चुके हैं तो हम इस फार्मूला को जानते हैं इसलिए हम आसानी से धारा तत्व की डिरेक्टिविटी का पता लगा सकते हैं तो धारा तत्व हम पहले से ही पा चुके हैं हमारा Sav क्या था अगर आप अपने नोटों को देखते हैं कि हमारा Sav eta not by 8 dl by lambda not square sin square theta by r square है तब यह वास्तव में ar निर्देशित था वास्तविक फॉर्मूले में इसलिए जब मैं परिमाण ले रहा हूं तो मैं इसे वहां रख सकता हूं हमने यह भी देखा है कि हमारा Pr क्या था Pr 2 pi eta not by 3 dl by lambda not square I square by 2 था अब यदि आप यहाँ रखते हैं आपको वह डिरेक्टिविटी फंक्शन मिल जाएगा इसका मतलब है 4 pi r square into Sav by Pr यानी 15 sin square theta तो यह कहता है कि आप कोई भी कोण देते हैं मान लीजिए कि 30 डिग्री theta theta 30 डिग्री है तो sin theta आधा है इसलिए एक चौथाई इसका मतलब है कि 025 तो आप यह पता लगा सकते हैं कि यह 15 by 025 है तो यह 150 बाई 25 है जो 6 है इस तरह आप उन मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं तो आप अधिकतम मूल्य क्या प्राप्त कर सकते है जाहिर है जब sin theta 1 है तो वह 15 होगा इसलिए अधिकतम डिरेक्टिविटी आमतौर पर डिरेक्टिविटी फंक्शन के बजाय कई बार केवल D कहते है निहित बात यह है कि वास्तव में d theta phi अधिकतम है तो इस मामले में यह अधिकतम मूल्य 15 है तो एक धारा तत्व की अधिकतम डिरेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन यह एक ओमनी नहीं है हमने देखा है कि यह चौड़ी साइड दिशा में शक्ति को केंद्रित करता है तो एक ओमनी से अधिक कितना यह 15 गुना ओमनी है और कहा कि theta pi by 2 के बराबर है तो अधिकतम डिरेक्टिविटी को अक्सर केवल डिरेक्टिविटी के रूप में संदर्भित किया जाता है तो इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या वह एंटीना अच्छा है या बुरा और यहां हम यह कहना चाहते हैं कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर क्या है यह एक काल्पनिक एंटीना है जो सभी दिशाओं में समान रूप से विकिरण करता है और आमतौर पर एक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है अब एक संबंधित मात्रा जो एंटीना का एक और पैरामीटर है जिसे गैन कहा जाता है अब गैन भी एक कोणीय फंक्शन है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि हमें कितना गैन हो रहा है तो यह उसी के रूप में परिभाषित किया गया है कि विकिरण की तीव्रता क्या है लेकिन केवल एक चीज यह है कि उसका हर बिलकुल अलग है क्योंकि प्रत्यक्षता में आपको यह पता नहीं चलता है कि क्या यह वास्तव में विकिरण कर रहा है या नहीं आपको कुछ भी दिखाई देता है कोई अकुशल एंटीना भी विकिरण करता है तो मान लें कि मेरे पास एंटीना नहीं है मेरे पास वास्तव में एक पावर अवशोषक है लेकिन मेरे पास एक शक्ति वितरण भी है क्योंकि कुछ शक्ति हमेशा किसी भी धातु संरचना से विकीर्ण होगी तो इसका कुछ निर्देशन स्वभाव होगा तो इसके विकिरण पैटर्न को देखकर और इसकी डिरेक्टिविटी को देखकर मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि यह अच्छा ऐन्टेना है इसमें डिरेक्टिविटी है लेकिन गैन वास्तव में यह पता लगाएगा कि यह नहीं है यही कारण है कि गैन के हर में डिरेक्टिविटी की तरह नहीं होता है तो हम गैन को परिभाषित कर सकते हैं तो गैन फंक्शन theta phi U theta phi by इनपुट पावर accepted by 4 pi है तो यहाँ input शक्ति है यह विकिरणित कुल ऊर्जा विकिरण है यहां कुल शक्ति के बजाय जो भी शक्ति दी गई है तो जाहिर है एंटीना में कुछ क्षय होंगे जो ओमिक लॉसेस में होंगे जो कि इम्पीडेन्स मिसमैच लॉसेस में हो सकते हैं जो पोलराइज़शन मिसमैच लॉसेस भी हो सकते हैं तो उस क्षय के बाद जो कुछ भी शेष है वह विकिरण करने में सक्षम है या नहीं वह इस गैन फंक्शन से आएगा तो हम इन पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह वास्तव में लाएगा कि यदि आप दो व्यंजकों को देखते हैं वो वास्तव में लाभ और डिरेक्टिविटी के बीच का संबंध है कि आप देखते हैं कि परिवर्तन यहाँ डिरेक्टिविटी के मामले में हो रहा है यहाँ हमने कुल शक्ति विकीर्ण लिखी है यहाँ हम स्वीकार की गयी इनपुट पावर को लिख रहे हैं तो अगर यह एक ऐन्टेना है input शक्ति Pi है और यह output Pr एक विकिरणित शक्ति है तो मूल रूप से Pr क्या है यह कुछ Pi गुणा eta का घटक है यह eta एक स्थिर मान है जो हमेशा 1 से कम होता है यह 0 से 1 के बीच होता है क्योंकि एंटीना एक निष्क्रिय डिवाइस है यह शक्ति पैदा नहीं कर सकता तो यह eta इसे a के साथ भ्रमित मत करो इसलिए कभी कभी हम इसे eta r के रूप में लिखते हैं यदि आंतरिक बाधा होती है तो यह विकिरण दक्षता है इसे विकिरण दक्षता कहा जाता है इसलिए जो भी इनपुट पावर मैं दे रहा हूं अगर विकिरण दक्षता पर्याप्त है तो मुझे पता है कि शक्ति भी विकीर्ण हो रही है क्योंकि मैं इनपुट पावर दे रहा हूं यदि यह एक अवशोषित प्रकार की चीज है तो विकिरण की तीव्रता बहुत कम होगी लेकिन माइक्रोवेव एंटेना के लिए विकिरण की तीव्रता 70 प्रतिशत 80 प्रतिशत 90 प्रतिशत जैसे होनी चाहिए हम 99 प्रतिशत पर थे क्योंकि ओमिक लॉसेस बहुत कम होता है यदि आपके पास एक अच्छा चालक है तो ओमिक लॉसेस बहुत कम होता है तो मुख्य क्षय वहाँ है जहाँ इम्पीडेन्स मिसमैच या पोलराइज़शन मिसमैच हो जाता है या निकट क्षेत्र में ऊर्जा का भंडारण हो जाता है इसलिए विकिरण नहीं हो रहा है आदि इसलिए गैन आपको बहुत अधिक जानकारी देता है निर्देशात्मक प्रकृति के अलावा यह भी बताता है कि एंटीना की विकिरण दक्षता क्या है तो जाहिर है कृपया याद रखें कि यह कोई पोलराइज़शन लॉस नहीं होने की वजह से होता है यदि यह वहां है तो बस उन क्षय कारकों पर कोई बेमेल मतलब इम्पीडेन्स मिसमैच लॉस है बेमेल क्षय आप जानते हैं अगर यह वहां है अगर इम्पीडेन्स मिसमैच है तो परिलक्षित शक्ति होगी इसलिए आप इसे ध्यान में रखें यदि पोलराइज़शन बदलता है तो पोलराइज़शन लॉस होगा तो आप उन क्षयों को लेते हैं तो यह सूत्र वैध है यदि आपके पास ये सभी क्षय नहीं हैं तो यह संबंध है तो दुबारा आप विकिरण पैटर्न से पता लगा सकते हैं आप पता लगा सकते हैं या यदि आप एक विकिरण तीव्रता के सूत्र को प्राप्त करते हैं तो यह विकिरण की तीव्रता है यह इनपुट पावर है जिसको आपने दिया है जिसे आप जानते है तो आप गैन फंक्शन पा सकते हैं कुछ अन्य पैरामीटर हैं जिन्हें हम देखेंगे वहाँ एक प्रभावी आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर है फिर एंटीना की प्रतिबाधा ये सभी अन्य मात्राएं एंटीना के प्रभावी क्षेत्र में हैं जो अगली कक्षा में देखेंगे